पहले की इकाई में हम समझ गए थे कि मेटाकोग्निटिव ज्ञान क्या है और इसका महत्व क्या है और हमने कमजोर छात्रों को मेटाकोग्निटिव स्किल्स में निर्देश देने के महत्व को भी समझा और स्वयं ही मेटाकोग्निटिव ज्ञान के स्वरूप को भी समझा अब इस इकाई में परिणाम इंजीनियरिंग ज्ञान की श्रेणियों की प्रकृति और महत्व को समझना हैं तो यहां आपके पास यह है क्या इंजीनियरिंग ज्ञान नाम की कोई चीज है जिसे हमने पहले से देखा है हमने ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों अर्थात् फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और मेटाकोग्निटिव को देखा क्या हमें वास्तव में ज्ञान की किसी अन्य श्रेणी पर विचार करना चाहिए कुछ लोग उस पर भिन्न होते हैं इसलिए अगर कुछ ज्ञान की विशिष्ट श्रेणियां हैं जिन्हें इंजीनियरिंग इंजीनियरों और इंजीनियरिंग छात्रों को देखने की आवश्यकता है तो हमें मूल बातें पर वापस जाना होगा यह कहते हुए कि हमें यह पूछने की आवश्यकता है कि इंजीनियरिंग क्या है क्या इंजीनियरिंग विज्ञान से अलग है अगर इंजीनियरिंग विज्ञान से अलग है तो किस तरह से अलग है और एक अच्छा इंजीनियर कौन है हमने पहले से ही इस बारे में बात की है कि बहुत शुरुआती मॉड्यूल में एक अच्छी इंजीनियरिंग कौन है और अच्छे इंजीनियर की प्रकृति को आधिकारिक तौर पर नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन द्वारा परिभाषित किया गया है हम अलग अलग राय रखने पर भी विवाद नहीं करेंगे आधिकारिक तौर पर यह परिभाषित किया जाता है जिसे वे प्रोग्राम परिणाम कहते हैं अब पिछले १५० वर्षों में इंजीनियरिंग के कई विवरण और परिभाषाएं हैं और यहां हम दो या तीन को देखते हैं या इसके कई संस्करण हैं लेकिन अंत में वे सभी लगभग एक ही बात कहते हैं इंजीनियरिंग किसी भी आर्टिफिस के डिजाइन निर्माण और संचालन को व्यवस्थित करने के अभ्यास को संदर्भित करता है जो हमारे आसपास की भौतिक दुनिया को कुछ मान्यता प्राप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए बदल देता है ठीक है यह परिभाषा का एक तरीका है कि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया में पहचान की आवश्यकता है और इंजीनियरिंग किसी भी आर्टिफिस के डिजाइन और निर्माण और संचालन का आयोजन कर रही है जो किसी की आवश्यकता को पूरा करती है यही बात कहने का एक और तरीका है इंजीनियरिंग एक पेशा है जिसमें मानव जाति के लाभ के लिए प्रकृति की बल और सामग्री का आर्थिक रूप से उपयोग करने के तरीके विकसित करने के निर्णय के साथ अध्ययन अनुभव और अभ्यास द्वारा प्राप्त गणितीय और प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान लागू किया जाता है यह ABET द्वारा दिया गया है इससे पहले रोजर्स द्वारा दिया गया था अब दिलचस्प बात यह है कि एक मान्यता प्राप्त संगठन ने भी प्रक्रिया की तरह कुछ से पहले आउटपुट रखा पहले आप उस प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं जो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ज्ञान को निर्णय के साथ लागू किया जाता है लेकिन वास्तव में लक्ष्य क्या है मानव जाति के लाभ के लिए आर्थिक रूप से सामग्री और प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने के तरीके विकसित करें यही लक्ष्य है इसके बजाय अंत में शुरुआत में आना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से कई बार नतीजे लिखे जाते हैं और इसके कई प्रकार हैं वे एक दूसरे के साथ बहुत भिन्नता में नहीं हैं वे स्थिति के आधार पर उपयोग या आर्टिफ़िस को डिज़ाइन करने के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करते हैं अर्थात् वही इंजीनियरिंग हैं अब यहाँ विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक दिलचस्प परिभाषा है जिस तरह से वे लिखे गए हैं वे एक दूसरे के बहुत करीब लाए गए हैं यहां विज्ञान भौतिक रासायनिक जैविक व्यवहारिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं की जांच की एक प्रक्रिया है इन घटनाओं की जांच की प्रक्रिया प्रक्रिया का उपयोग सामूहिक अर्थों में किया जाता है जिसमें परिवेष्टक के इस चयन से लेकर परिणामों की वैधता के आकलन तक की जांच के लिए सब कुछ शामिल किया जाता है तो यहां विज्ञान में क्या होता है आप प्रकृति की घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप वास्तव में किसी विशेष घटना के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज कर रहे हैं और आपको यह कहना होगा कि आप जिस भी निष्कर्ष पर आए हैं उसकी वैधता स्थापित होनी चाहिए जबकि इंजीनियरिंग समस्याओं की समाधान करने की जांच की एक प्रक्रिया है और इसमें वह सब कुछ शामिल है जो जांचकर्ता समस्या की स्वीकृति से लेकर समाधान की वैधता के प्रमाण तक करता है ठीक है तो हाइलाइटेड पोइंट्स विज्ञान और इंजीनियरिंग के बीच तुलना के लिए पोइंट्स हैं यहाँ कोई है जिसने इन दोनों को यथासंभव एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते हुए लिखा है अब इस पर आते हुए कई बार आप वैज्ञानिकों से ज्यादा देखते हैं इंजीनियरिंग के प्रोफेसर खुद ही इंजीनियरिंग को एप्लाइड साइंस कहने की कोशिश करते हैं जो मेरी राय में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संयोग से इंजीनियरिंग भी कहा जाता है क्योंकि एप्लाइड साइंस के राजनीतिक निहितार्थ हैं जिनसे हम गुजरेंगे नहीं लेकिन अगर आप कहते हैं कि इंजीनियरिंग एप्लाइड साइंस है जिसका अर्थ है कि यह कुछ विशेषणों के साथ विज्ञान से जुड़ा है तो यह विज्ञान का एक सबसेट बन जाता है तो क्या होता है अगर यह इंजीनियरिंग का दृष्टिकोण है अगर इंजीनियरिंग एप्लाइड साइंस है तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ़ साइंस का अध्ययन करके स्वचालित रूप से इंजीनियरिंग के ज्ञान सामग्री को ग्रहण करना चाहिए इसका मतलब है कि हमने पहले से ही विज्ञान के ज्ञान की चार श्रेणियों के बारे में बात की है और फिर यदि आप उससे निपट रहे हैं तो आपने उससे भी निपटा है जो इंजीनियरिंग के लिए भी प्रासंगिक है लेकिन यह वह स्टैंड नहीं है जिसे हम लेना चाहते हैं और वास्तव में हमारे अनुभव से पता चलता है जब आप इंजीनियरिंग शिक्षकों की जांच करते हैं या जो इंजीनियरिंग विषयों को पढ़ा रहे हैं यदि आप उन्हें आगे की जांच करते हैं जबकि उनमें से कई एप्लाइड साइंस की अवधारणा को थोड़े से जांच के साथ शुरू करते हैं तो वे आएंगे और कहेंगे कि हाँ यह इंजीनियरिंग और विज्ञान के बीच का संबंध है अब इंजीनियरिंग विज्ञान का सबसेट नहीं है और न ही विज्ञान का सुपरसेट है यह कुछ अलग है अलग अलग अर्थों में इसके लक्ष्य और इसकी विधियाँ विज्ञान के लक्ष्यों और विधियों से भिन्न हैं अब अगर आप इसे देखें तो स्पष्ट रूप से दोनों के बीच मजबूत बातचीत है यदि आप चाहते हैं कि आप विज्ञान और इंजीनियरिंग के बीच उस चौराहे को जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं लेकिन अभी भी इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा है जो विज्ञान से बाहर है या एप्लाइड साइंस से बाहर है और उस चीज़ की प्रकृति क्या है जो बाहर मौजूद है वह विज्ञान है और इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण है दुर्भाग्य से समय की एक लंबी अवधि में यह सिखाया जाता है कि इंजीनियरिंग तरीका मुख्य रूप से एप्लाइड साइंस बन गया है इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग विषय किसी तरह इंजीनियरिंग कार्यक्रमों से बाहर हो गए हैं और वे प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग विज्ञान कार्यक्रम बन गए हैं ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग विज्ञान महत्वहीन है लेकिन आप इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग को दूर नहीं फेंक सकते और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह क्षेत्र जो विज्ञान से बाहर है और इंजीनियरिंग के अंदर नहीं गया है इसलिए यदि कोई विज्ञान और इंजीनियरिंग के इस संबंध को स्वीकार करता है तो इंजीनियरिंग के ज्ञान की प्रकृति की पहचान करना आवश्यक हो जाता है जो कि विज्ञान से बाहर है यही हम करने जा रहे हैं यहां हम वही करेंगे जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विन्सेंटी ने किया है प्रोफेसर विन्सेंटी ने 1990 में वापस लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इंजीनियरिंग ज्ञान की प्रकृति की पहचान करने का प्रयास किया है इंजीनियरों को क्या पता है और वे वास्तव में इसे कैसे जानते हैं क्षमा करें कई अन्य लोगों ने भी इंजीनियरिंग ज्ञान को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है लेकिन वे सभी कुछ समान हैं बहुत अलग नहीं हैं और हम पाते हैं कि प्रोफेसर विन्सेंटी का वर्गीकरण व्यापक है एक प्रकार के वर्गीकरण के अन्य प्रकार हैं अब उन्होंने जो प्रस्तुत किया है विन्सेंटी के अनुसार ज्ञान की श्रेणियां छह श्रेणियां हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की इसका मतलब है इंजीनियरिंग के प्रति खुदसे देखना ये फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट्स क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स थ्योरेटिकल टूल्स क्वॉन्टिटेटिव डेटा प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स और डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं ये छह श्रेणियां हैं इन ज्ञान श्रेणियों में से थ्योरेटिकल टूल्स और क्वॉन्टिटेटिव डेटा को हमारे पिछले वर्गीकरण अर्थात् फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीज़रल ज्ञान द्वारा संबोधित किया जा सकता है इसका मतलब है कि छह में से दो पहले से ही ज्ञान की सामान्य श्रेणियों द्वारा संबोधित किए जाते हैं जिन्हें हमने पहले ही निपटा लिया है तो जो बचता है वह यही है ज्ञान की श्रेणियां इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट जो सामान्य श्रेणियों के बाहर हैं वे फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट्स क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स और डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं अब किसी को क्या सतर्क रहना चाहिए इन चार श्रेणियों में कॉन्सेप्चुअल ज्ञान या प्रोसीज़रल ज्ञान की प्रकृति कहने के लिए बिल्कुल समान नहीं होगी वे कम सार हो सकते हैं और वे उसी स्तर पर नहीं होंगे जैसा हम विचार करेंगे आइए हम उनमें से हर एक को देखें फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट्स एक उपकरण के भीतर उपकरणों और अंगो के परिचालन सिद्धांत यह फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट्स है क्या होता है अंतर्निहित विज्ञान या भौतिक घटना या रासायनिक घटना या जैविक घटना को जानने से यह स्वचालित रूप से डिज़ाइन कन्सेप्ट्स को जन्म नहीं देता है इन चार श्रेणियों के बाहर डिज़ाइन कन्सेप्ट्स पूरी तरह से उत्पन्न होती हैं और अंतर्निहित विज्ञान के साथ एक डिज़ाइन कन्सेप्ट्स को समझाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह विज्ञान को जानने के परिणामस्वरूप स्वतः ही सामने नहीं आ सकता है उदाहरण के लिए आइए हम इंजीनियरिंग के कुछ उदाहरणों को देखें जिनसे हम परिचित हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से सभी इंजीनियरिंग विषयों में क्या होता है हम लगभग इन पर ध्यान दिए बिना इन डिज़ाइन कन्सेप्ट्स के साथ बढ़ते हैं लेकिन कोई व्यक्ति डिज़ाइन कन्सेप्ट् के साथ सामने आया है और यह हमारे दिन प्रतिदिन के काम का हिस्सा बन गया है जो व्यावहारिक रूप से इंजीनियरिंग में काम करता है उदाहरण के लिए एक डिवाइस मेमोरी को इसमें शामिल करके कई प्रकार के कार्य कर सकता है यह इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार जब आप मेमोरी को किसी ऐसे उपकरण में डालने में सक्षम होते हैं तो यह व्यावहारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे क्षेत्र को बदल देता है यही वह जगह है जहाँ माइक्रोप्रोसेसर 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में आया है और दुनिया अब पहले जैसी नहीं है आज आपके पास एक माइक्रोप्रोसेसर है जो इस डिज़ाइन सिद्धांत का उपयोग करता रहता है और हमने ऐसे शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसरों और उन उपकरणों को डिज़ाइन किया है जिनका उपयोग हम आज करते हैं चाहे वह लैपटॉप हो या स्मार्टफ़ोन इस फंडामेंटल डिज़ाइन सिद्धांत का परिणाम है और अभी भी पहले के सिद्धांत में एक उपकरण जिसमें दो अच्छी तरह से परिभाषित राज्य हैं उसका उपयोग मेमोरी यूनिट के रूप में किया जा सकता है उदाहरण के लिए हम जो पूरी मेमोरीज अपने पेन ड्राइव या किसी अन्य मेमोरी के एक भाग के रूप में उपयोग करते हैं वह इस विशेष डिज़ाइन सिद्धांत का परिणाम है यदि हमारे पास किसी भी डिवाइस की दो अच्छी तरह से परिभाषित अवस्थाएँ हैं और आपके पास कुछ स्थिति को नियंत्रित करने का नियंत्रण है यह डिवाइस एक मेमोरी बन सकता है आज तक यहां तक कि लोग अभी भी परमाणु स्तर पर यह पता लगा रहे हैं कि हम दो स्वतंत्र अवस्थाएँ की पहचान कैसे कर सकते हैं या स्थिर अवस्थाओं को नियंत्रित या नियंत्रित कर सकते हैं और जहां हम उस भौतिक डिवाइस या परमाणु उपकरण को छोटा और छोटा बनाकर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में इस स्विचिंग को नियंत्रित कर सकते हैं हम एक छोटी और छोटी जगह में अधिक से अधिक मेमोरी लाने में सक्षम हैं एक और फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट् स्टेपिंग मूवमेंट को दो मुख्य चुंबकीय क्षेत्रों के बीच बातचीत के माध्यम से बनाया जा सकता है उदाहरण के लिए सभी स्टेप मोटर्स जिनका हम विभिन्न औद्योगिक स्वचालन में उपयोग करते हैं इस डिज़ाइन कन्सेप्ट् का परिणाम है कि दो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र और सबसे प्रसिद्ध एक के बीच बातचीत अपने आकार के आधार पर एक एयरफ़ॉइल विशेष रूप से इसकी तेज अनुगामी धार एक लिफ्ट उत्पन्न करती है जब हवा की धारा के कोण पर झुका हो हमारी सभी उड़ने वाली वस्तुएं इसी का परिणाम हैं लेकिन जब तक इस सिद्धांत की पहचान किसी ने नहीं की है तब तक हमारे पास उचित हवाई जहाज नहीं है लेकिन अब इसे इस तरह के सिद्धांत के लिए लिया जाता है अगर कोई उत्पादन कर सकता है अगर एक इंजीनियर एक फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट् का उत्पादन कर सकता है तो यह दुनिया की उस रेखा को पूरी तरह से बदल देता है लेकिन इंजीनियरिंग के एक छात्र के रूप में आपको उस विषय में इन डिज़ाइन कन्सेप्ट् की भूमिका के बारे में पता होना चाहिए जो आप के साथ काम कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण मेरी राय में इंजीनियरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स है डिवाइस के लिए गुणात्मक लक्ष्यों को विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्यों में अनुवाद करना आवश्यक है यह बहुत सरल कथन है यदि आप उन सभी पाठ्य पुस्तकों को देखते हैं जो इंजीनियरिंग में अनुसरण की जाती हैं तो शायद ही उन किताबों में क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ भी उल्लेख करते हैं क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग गतिविधि नहीं है जहाँ आप क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स के साथ शुरू नहीं करते हैं यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर टीम सॉफ्टवेयर उत्पाद टीम या हार्डवेयर उत्पाद टीम का हिस्सा हैं यदि आप किसी कंपनी में किसी परियोजना पर विचार कर रहे हैं तो पहली बात यह तय करना है कि आप क्या उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं जब आप उस बारे में बात करते हैं तो यह व्यक्त किया जाता है कि जो कुछ किया जाना है वह विनिर्देशों के कुछ सेट के रूप में लिखा गया है और यदि आप विनिर्देशों पर गलत करते हैं यदि आप उत्पाद के लिए अपने स्पेसिफिकेशन्स को पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं करते हैं तो या तो यह बहुत महंगा हो जाता है यदि आप निर्दिष्ट करते हैं या यदि आप निर्दिष्ट करते हैं तो यह बाजार के लिए स्वीकार्य नहीं होगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बन सकता है वर्तमान में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में किसी भी तरह क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स का महत्व नहीं सिखाया जाता है और यह आपके पास होने वाले किसी भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए एक छात्र को हर समय के साथ बढ़ना चाहिए यह समझने के साथ कि क्या स्पेसिफिकेशन्स हैं और जब आपने एक स्पेसिफिकेशन्स चुना है तो इसका क्या मतलब है इसका अर्थ क्या है या तो आर्थिक रूप से या समय या तकनीक का उपयोग किया जाता है ये सभी क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स द्वारा तय किए गए हैं आइए हम कुछ सरल उदाहरण देखें कोई भी पावर कन्वर्टर जो AC से DC या DC से AC में परिवर्तित होता है उसकी दक्षता 95 से अधिक होनी चाहिए यदि आप एक ऐसे पॉवर कन्वर्टर को डिज़ाइन करते हैं जिसमें केवल 70 दक्षता है तो यह किसी के लिए बिल्कुल काम का नहीं है कोई भी उसे कभी नहीं छूएगा न्यूनतम दक्षता 95 है शुरुआत से ही सही यह स्पेसिफिकेशन्स आपके संपूर्ण डिज़ाइन अभ्यास का हिस्सा होना चाहिए न कि केवल कार्यात्मक रूप से एक पॉवर कन्वर्टर क्या है उपकरणों की पसंद के बारे में सभी निर्णय सर्किट सब कुछ पहली चीज को पूरा किया जाना चाहिए दक्षता 95 से ऊपर है लेकिन एक उत्पाद में अन्य स्पेसिफिकेशन्स हो सकते हैं उदाहरण के लिए यह एक हो सकता है जिसे आप पदचिह्न पर स्पेसिफिकेशन्स कहते हैं या उसे कितना वजन करना चाहिए वह कौन सी शक्ति है जिसे परिवर्तित करने में सक्षम होना चाहिए तो कई अन्य स्पेसिफिकेशन्स हो सकते हैं लेकिन एक केंद्रीय एक अगर इसमें 95 नहीं है तो यह हमारे लिए किसी काम का नहीं है DC मोटर की गति नियंत्रण इकाई को बिजली लाइन पर अत्यधिक हार्मोनिक विरूपण नहीं बनाना चाहिए वह क्या है जो सामान्य रूप से कुछ एजेंसी रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है तो यह बिजली लाइन पर हार्मोनिक विरूपण का उत्पादन नहीं करना चाहिए यह आपकी गति नियंत्रण आवश्यकता को पूरा कर सकता है लेकिन अगर यह हार्मोनिक विकृति को पूरा नहीं करता है तो यह प्रमाणित नहीं होगा SMPS आउटपुट में 05 आउटपुट होना चाहिए यदि इसके पास इससे अधिक कुछ है तो यह बाजार में स्वीकार्य नहीं होगा DC मोटर की गति 005 की सटीकता के साथ 1 से 300 RPM की गति सीमा पर नियंत्रित की जानी चाहिए अब उदाहरण के लिए 005 के बजाय अगर मैं कहता हूँ कि 1 उस इकाई की लागत शायद 005 की सटीकता प्रदान करने वाली इकाई से 100 गुना कम होगी तो एक को बहुत सावधान रहना चाहिए इंजीनियर को सटीकता को निर्दिष्ट करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए यदि आवेदन यह मांग करता है कि हाँ हर तरह से आपको उससे मिलना है लेकिन अन्यथा किसी को निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए इसलिए हमने आपको केवल चार उदाहरण दिए हैं लेकिन इंजीनियरिंग की हर शाखा में सभी स्तरों पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है इसलिए छात्र को इंजीनियरिंग की अपनी शाखा के संबंध में क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए अब ज्ञान की तीसरी श्रेणी प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स है वे अनुभव और अभ्यास से प्राप्त कम तेजी से परिभाषित विचारों की एक सरणी को संदर्भित करते हैं ऐसे विचार जो अक्सर कंप्यूटर में सारणीकरण या प्रोग्रामिंग को सिद्ध करने के लिए खुद को उधार नहीं देते हैं इसका मतलब है कि इस ज्ञान की प्रकृति न्यूटन के नियम जैसे मोशन के रूप में सुरुचिपूर्ण नहीं है या आप कंप्यूटर पर एक एल्गोरिथ्म और प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते हैं बहुत सरल चीज की तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इंडिकेटर लैंप स्विच के ऊपर होना चाहिए यदि यह स्विच के ऊपर नहीं है तो जाहिर है जब आप स्विच कर रहे होंगे तो आप लैंप को कवर करेंगे और आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि यह स्विच ऑन है या नहीं यह एक बहुत ही सरल व्यावहारिक बाधा है हो सकता है कि एक इंजीनियर नियमित रूप से इसमें शामिल हो लेकिन तब नहीं जब आप पहली बार अपने उपकरणों को डिज़ाइन करते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत पहले से था जो अपनी हीट सिंक को सामने के पैनल पर डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह समझता है कि इसे सामने के पैनल पर क्यों नहीं रखा गया है हीट सिंक से डिसिपेट हीट पैदा होती है जाहिर है कि वे उच्च तापमान पर होंगे और फिर आप उन्हें कभी सामने के पैनल पर नहीं रखेंगे और अपना हाथ जलाएंगे यह स्पष्ट रूप से पीछे की ओर होना चाहिए और एक पंखे के साथ या अन्यथा पर्याप्त रूप से ठंडा होना चाहिए तो ये कुछ व्यावहारिक अड़चनें हैं एक और उदाहरण है कि उपकरण और हाथों के लिए एक उपकरण में भौतिक भागों के बीच अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए उदाहरण के लिए जब आप एक नया उपकरण डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि जब कोई गलती हो आप उसे आसानी से खोल सके एक बार जब आप शीर्ष पैनल या बैक पैनल को खोलते हैं और जो कुछ भी होता है उसे खोलते हैं तो आपको हाथ से या उपकरण का उपयोग करके सभी भागों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उस उपकरण की मरम्मत नहीं की जा सकती है या इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए यह उपकरण की सेवा या उपकरण बनाए रखने के लिए बहुत महंगा हो जाता है एक और व्यावहारिक बाधा हो सकती है डिजाइन को दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जब आप ज्ञान प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स के इस टुकड़े को देखते हैं तो यह अच्छी तरह से उन अवधारणाओं के साथ फिट नहीं होता है जिनसे हम निपटते हैं कॉन्सेप्चुअल ज्ञान के साथ हम इंजीनियरिंग विज्ञान विषयों में व्यवहार करते हैं दो महीने के भीतर आपके पास यह क्या है इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसे घटकों और उपकरणों और तकनीकों के साथ डिज़ाइन करना होगा जो आसानी से सुलभ हों जरूरी नहीं कि यह किसी अन्य देश में उपलब्ध हो इस तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा तो इस तरह की बाधा वास्तव में रूपांतरित हो जाता है जिस तरह से आप किसी दिए गए स्थिति में उपकरण का एक टुकड़ा डिजाइन करेंगे अब डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ नामक अन्य विज्ञान विषयों की तुलना में अभी तक एक और तरह का तरीका आता है पहली बात किसी भी इंजीनियरिंग गतिविधि एक समूह गतिविधि है कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण इंजीनियरिंग गतिविधि करने में सक्षम नहीं होगा लोगों का एक समूह एक साथ काम करेगा वे काम बांटेंगे उसके लिए एक नेता होगा और वित्तीय और मानव संसाधनों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के मामले में अड़चनें हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कोई काम कर रहा है तो डिजाइन इन्स्ट्रमेन्टैलिटी प्रक्रियाओं सोच और निर्णय कौशल के प्रोसीज़रल ज्ञान को संदर्भित करता है जिसके द्वारा यह किया जाता है कुछ उदाहरण किसी उत्पाद के डिजाइन के लिए टॉप डाउन दृष्टिकोण जब भी आप किसी उत्पाद को डिज़ाइन करते हैं तो आपको टॉप डाउन दृष्टिकोण करना चाहिए न कि नीचे की ओर वह एक डिजाइन इन्स्ट्रमेन्टैलिटी है और दूसरा यह है कि आप किसी उत्पाद के विकास को कैसे पूरा करना चाहते हैं आप डिजाइन के सभी पहलुओं को एक साथ नहीं करना चाहते हैं आप चरणबद्ध करना चाहते हैं यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और उस तरह का अनुभव छात्र को दिया जाना चाहिए किसी भी समस्या को हल करने के चरणबद्ध एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की संरचना इससे पहले कि मैं वास्तविक सर्किट और उस के सभी तत्व उपतंत्रों को डिजाइन करूं मुझे उत्पाद को मानसिक रूप से संरचना करने या चित्रों को आकर्षित करने या उत्पाद को प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए जिस तरह से मैं कल्पना कर रहा हूं उदाहरण के लिए डिज़ाइन वॉकथ्रू नाम की कोई चीज़ इन दिनों अधिकांश सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास का एक हिस्सा है वह कोई और है जो आपके डिजाइन के माध्यम से चलता है और अपनी टिप्पणी देता है उदाहरण के लिए एक अन्य डिजाइन इन्स्ट्रमेन्टैलिटी एक अलग गुणवत्ता की टीम के सभी सदस्यों को जल्दी पहचानती है और समूह के हर सदस्य को शुरू से ही शामिल करती है यह एक प्रक्रिया है एक प्रक्रिया जिसे आप टीम के प्रभावी होने के लिए अपनाएंगे ठीक है इसलिए जैसा कि आप इंजीनियरिंग ज्ञान की इन चार श्रेणियों को देख सकते हैं जैसे कि फंडामेंटल डिज़ाइन कन्सेप्ट्स क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स और डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ उन्हें इंजीनियरिंग प्रोग्राम में कई पाठ्यक्रमों में शुरुआत से ही शामिल किया जाना है यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक इंजीनियर के रूप में किसी को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं तो अब हम आपको उस प्रकार के असाइनमेंट को देखते हैं जो हम चाहते हैं की आप करें जिन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से आप परिचित हैं उनसे इंजीनियरिंग ज्ञान की चार श्रेणियों के ज्ञान तत्वों के कम से कम चार उदाहरणों को पहचानें बस ज्ञान तत्वों की पहचान करें यह सिर्फ प्रत्येक तत्व को दो तीन शब्दों में वर्णित किया जा सकता है लेकिन आपको इस बारे में सोचना होगा कि संबंधित इंजीनियरिंग ज्ञान क्या है जो आप चाहते हैं कि छात्र जागरूक हो ठीक है अगली इकाई हम टेक्सोनोमी ऑफ़ लर्निंग के साथ जारी रखेंगे हम संक्षिप्त रूप से अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की प्रकृति को समझने में खर्च करेंगे लेकिन हम नहीं करेंगे हालांकि अफेक्टिव डोमेन बहुत महत्वपूर्ण है हमें अभी भी पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि इसे अपने नियमित निर्देश में कैसे एकीकृत किया जाए जबकि हम इसके महत्व या प्रमुख भूमिका से अवगत हैं लेकिन हम अभी अपने सहज तरीकों को अपना सकते हैं लेकिन हम अभी भी अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन दोनों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद